तो हमारे सूत्र के अनुसार है D वास्तव में D और G हॉर्न के लिए समान हैं इसलिए D 64 a b by lambda not square है इसलिए यदि आप इन सभी मूल्यों को रखते हैं तो आपको कुछ मिल जाएगा जैसे कि 968 डिरेक्टिविटी है जिसके माध्यम से यह लगभग 1986 dB है अब यहाँ वास्तव में यह एक सूत्र है एक और सूत्र है जिसका उपयोग भी किया जाता है तो यह फॉर्मूला कुछ हद तक अनुभवजन्य है और यह फॉर्मूला आपको अच्छी चीज देता है लेकिन अगर कोई इसका इस्तेमाल करना चाहता है तो दूसरा फॉर्मूला उपलब्ध है जो कुछ इस तरह का है तो यहाँ आप देखते हैं कि यह सूत्र अन्यथा सरल है लेकिन यह Le और Lh हैं वे विशेष रूप से dB में होने वाले लोस्स को दिखाते हैं जो हॉर्न के E और H प्लेन में फेज एरर के कारण होता है क्योंकि आप नहीं जानते कि एक a b का मूल्य क्या है तो यह दिया गया है और इसलिए वे क्या करते हैं इन दो प्लेन के लिए उनके पास कुछ नए चर भी हैं जो कि b square by 8 lambda ρ1 है और एक और चर t है यह समय नहीं है यह एक कांस्टेंट भाग है a dashed square by 8 lambda ρ2 ρ1 और ρ2 शेष हैं इसलिए इसका मतलब है मूल रूप से मैं कह सकता हूं कि यह H प्लेन है और यह एक चीज है और यह ई प्लेन है और यह एच प्लेन हॉर्न है और कुछ ग्राफ उपलब्ध हैं जहाँ वे dB में फेज एरर के कारण लोस्स बनाम यह चर s या t दोनों देते हैं जो कि आमतौर पर 02 04 06 08 10 होते हैं और ग्राफ कुछ इस तरह से हैं यह L है हालांकि Le s के फंक्शन में है यह Lh t के फंक्शन में है तो अपने इस ग्राफ से क्योंकि अगर a dashed और b dashed पता है तो इन चीजों की गणना s और t से की जा सकती है तो ग्राफ से आप लोस्स का पता लगा सकते हैं इसलिए यदि हम उसी समस्या के लिए ऐसा करते हैं तो हम जांच सकते हैं कि क्या हमारा मान पास में है इसलिए यदि आप दी गई चीजों के लिए ऐसा करते हैं तो s 01575 होगा और t जैसे ग्राफ से 063 निकलेगा तो आप देखेंगे कि Le 02 dB और Lh 275 dB है तो अगर आप कहते हैं कि आपको 1893 dB मिलता है इसलिए पहले से ही आप इसके बजाय हमारे पहले सूत्र को देखेंगे जिससे हमने 1986 dB निकाला तो ऐसा ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे यह भी एक और सूत्र है मैं अभी इसमें नहीं जाऊंगा तो डिजाइनर विभिन्न सूत्र पसंद करते है जैसे सिर्फ उल्लेख करने के लिए मैं तीसरा सूत्र लिख रहा हूं जो pi lambda square by 32 ab then DE into DH है आपको याद है कि यह एक b फीड गाइड है DE ई प्लेन हॉर्न की डिरेक्टिविटी है DH एच प्लेन हॉर्न की डिरेक्टिविटी है तो इसके द्वारा भी लोगों ने ज्ञात किया है लेकिन हमारा वह फॉर्मूला प्रभावी है तो उस सूत्र के साथ अब आप प्रॉब्लम देखते हैं कि मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूं कि किस दिशा में अधिक फ्लेयर है मैं E की तरफ अधिक फ्लेयर करूँगा या H की तरफ अधिक फ्लेयर करूँगा आदि इसका मतलब है मेरा a b क्या होगा मान लीजिए प्रॉब्लम एक गेन निर्दिष्ट है कि मैं ऐसा चाहता हूं पिरामिडल हॉर्न से बहुत गेन होता है फीड वेवगाइड आयाम ज्ञात है अब मैं फ्लेयर कैसे सकता हूं तो अब यह प्रयास करेगा यह वास्तविक डिजाइन प्रॉब्लम है इसलिए और यहां हमें एक सूत्र तय करना होगा तो हम उसी सूत्र को लेते हैं जिसका हम उपयोग करते हैं यह एक बहुत पसंद करने वाला सूत्र है बस यह हमारा स्टैण्डर्ड फार्मूला था अब मैं केवल इस सूत्र में परिवर्तन करूंगा मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं और फिर मैं कहूंगा आइए हम एच प्लेन हॉर्न को देखते है यदि pi a by lambda not tan of 3 pi by 4 से कम है यह अधिकतम है जाहिर है आम तौर पर लोग इस अधिकतम चीज को लेते हैं तो यह देता है tan psi h by 2 लगभग 2 tan psi h 4 by 4 है और यह 3 lambda not के बराबर है आप ज्यामिति देखते हैं उससे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं तो यह a by 2 divided by ρ2 के बराबर है और हम इसे a by 2 by ρh के बराबर अनुमानित कर रहे हैं हम ऐसा कैसे कर रहे हैं क्योंकि यदि आप ρ2 और ρh देखते हैं इसका अर्थ है अगर मुझे वे एच प्लेन हॉर्न में मिलते हैं जो ये हैं तो मैं क्या कह रहा हूं लंबे हॉर्न के लिए ρ2 और ρh यह लगभग एक समान होते है आप लंबे हॉर्न के लिए प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह हिस्सा है इसी तरह ई प्लेन हॉर्न के लिए यह एक मिड कॉम्प्लिकेट है तो tan h यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि a लगभग lambda not ρh होगा यहाँ से आप देखते हैं ई प्लेन हॉर्न हैं तो pi b by lambda not tan psi e by 4 pi by 2 से कम है जो कहता है कि tan pi by 2 lambda not by b है और यह b by 2 by ρe है तो हम कह सकते हैं कि b लगभग 2 lambda not ρe के बराबर होगा हम a और b का ρe और ρh में सम्बन्ध स्थापित कर रहे हैं तो अब इस सूत्र से मैं यह लिख सकता हूँ कि यह 2 pi by lambda not square into square root 3 lambda not ρh into square root 2 lambda not ρe हैं तो मैं G को 2 pi by lambda not square लिख रहा हूँ 3 lambda not ρh 2 lambda not ρe यह गेन पूरी तरह से ρe और ρh से संबंधित है अब मैं इस पर लागू करता हूं या इसके लिए एक और शर्त है कि मुझे इसको संतुष्ट करना होगा यदि मैं इस ρ को ρe और ρh चुनता हूं तो हॉर्न वास्तविक रूप से बनाने योग्य होना चाहिए इसका मतलब है मुझे अब इसे यहाँ रखना होगा इसे मैं बाद में उपयोग करूँगा अब मैं रखूँगा कि Pe Ph के बराबर होना चाहिए इसका मतलब है जहाँ मैंने उस समय छोड़ा था कि b minus b root over ρe by b square minus 1 by 4 a minus a root over ρh by a square minus 1 by 4 के बराबर होता है इस कंडीशन को मैं G के फॉर्मूला में रख रहा हूँ यह ρ इस ρe में मैं अगर रखता हूँ तो मुझे इस तरह एक समीकरण मिलता है क्योंकि यह आप पर निर्भर है कि आप ρe निकालना चाहते हैं या ρh ρh को आपने G के शब्दों में लिखा हैं और ρe को भी आपने G के शब्दों में लिखा हैं यहाँ आप इसे ρe के स्थान पर ρ रखें तो यह आपको एक फॉर्मूला देगा जहां आप इसे डालेंगे तो आपको इस तरह से कुछ मिलेगा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला 2 मैं एक नया वेरिएबल chi प्रस्तुत करूंगा chi minus b by lambda whole square 2 chi minus 1 G by 2 pi root over 3 by 2 pi 1 by root over lambda minus a by lambda whole square into G square by 6 pi cube 1 by chi minus 1 के बराबर है इसलिए मैंने बताया है कि यह लेकिन अंततः थोड़ा हेरफेर के बाद क्योंकि यह आवश्यक है क्योंकि जब आप करते हैं तो पता चलता है मैंने वास्तव में किया था इसलिए इस व्याख्यान से ठीक पहले मैंने ऐसा किया इसलिए जब तक और जब तक आप नहीं करते है तब तक आप अगले पर नहीं जा पाएंगे तो अंतिम सूत्र यहां से थोड़ा और परिवर्तन करने के बाद 2 chi minus b by lambda whole square into 2 chi minus 1 G root by 2 root 2 pi 1 by chi minus a by lambda whole square into G square by 18 pi square one by chi minus 1 के बराबर है एक समान ही सूत्र है केवल कुछ और कांस्टेंट मान है तो अब chi क्या है chi महत्वपूर्ण है यह ρe by lambda है तो मुझे क्या कहना चाहिए Chi यह है और इसलिए ρh by lambda G square by 24 pi square 1 by Chi बन जाता है तो आप कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि ρe Chi के समानुपाती है और ρh chi के व्युत्क्रमानुपाती है लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वास्तव में यह मेरा डिज़ाइन फॉर्मूला है क्योंकि यहां आप देखते हैं कि मेरे पास केवल 2 वेरिएबल हैं G और chi अन्य अन्य चीजें आपको पता है a b मुझे ज्ञात है कि वे फीड वेवगाइड हैं इसलिए स्पेसिफिकेशन मुझे G देगा मैं chi से chi को प्राप्त कर लूंगा और ρe के साथ साथ ρe से को निकाल लूंगा और ρe और ρh से मैं वापस a और b को प्राप्त करूँगा यह पहले से ही मुझे गारंटी देता है कि यह वास्तविक रूप से निर्मित है a या b का चयन कैसे करें वास्तव में आप देखते हैं कि वे यहां संतुलित हैं किसी दिए गए chi के लिए ρe समानुपाती है और ρh व्युत्क्रमानुपाती है तो शुरू में ऐसा करना मुश्किल है लेकिन आप इसे कर सकते हैं अब मुद्दा यह है कि इस समीकरण का हल नहीं है इसलिए इसे पुन हल करना होगा क्या करना है इसके लिए आपको दिखना होगा कि इसकी 2 साइड है आपको हमेशा दिए गए विशिष्ट गेन से करना होगा chi निकालने के लिए आप इसे यहां रखते हैं आप chi निकालते हैं इसका मतलब हैं आप chi के साथ शुरू करते हैं जिसे आप यहां रखते हैं आपको पता चलता है कि कौन सा साइड कम है तदनुसार आप या तो chi को बढ़ाते हैं या chi को कम करते हैं तो आखिरकार आप ऐसा करते रहें जब आप लगभग बराबर कर देते है तो वही आपका अंतिम उत्तर है इसलिए मैं स्टेप्स लिखता हूँ तो यह समीकरण यह है मैं कहूंगा कि हॉर्न डिज़ाइन समीकरण बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है और अब मैं हॉर्न डिज़ाइन स्टेप्स लिखूंगा Step1 मैं कहूंगा कि स्पेसिफ़िएड गेन से समीकरण से chi को निकालें लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह समीकरण आप हल नहीं कर सकते तो आप क्या करते हैं x और chi से शुरुआत करते हैं आप G by 2 pi root 2 pi लेते हैं और फिर इस समीकरण में डालते हैं LHS RHS को जांचते है Step 2 मैं कहूंगा कि डिजाइन समीकरण के बाएं हाथ का हल निकालिये और RHS का हल निकालिये यदि LHS RHS से कम है आप देख सकते हैं कि LHS कम है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि Chi अंश में आ रही है यहाँ Chi हर में आ रही है तो स्पष्ट विकल्प यह है कि यदि LHS RHS से कम है तो chi बढ़ता है और यदि LHS RHS से अधिक है तो chi घटता है इसलिए बार बार करने से अंतिम रूप से Chi प्राप्त होता है जिस समय आप ऐसा करेंगे उसके बाद आप अगला स्टेप पाएंगे अब ρe ρh निकालिय क्योंकि वे सीधे इन समीकरणों से परिभाषित हैं इनसे आपको ρe और ρh मिलते हैं और एक बार जब आप ρe जानते हैं आप b पता कर सकते हैं और एक बार जब आप ρh जानते हैं आप a पता कर सकते हैं तो हम इसे उसके लिए करते हैं या हम उस प्रॉब्लम को लेते हैं कि हम यह कैसे करते हैं और अंत में आप भी एक काम कर सकते हैं मैं कहूंगा कि इसके बाद मुझे एक और स्टेप जोड़ना चाहिए Step 4 यह भौतिक वास्तविकता के लिए जाँच है क्योंकि क्या यह प्राप्त कर लिया गया है इसकी आप जाँच कर सकते हैं हालाँकि हमने इसे इनबिल्ट गारंटियों में लिया है लेकिन आपको जांचना चाहिए क्योंकि जब आपने अंतिम मान का पता लगा लिया है तो थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी मैकेनिकल टॉलरेंस उसे संभालने में सक्षम न हों तो उसके लिए यह अंतिम जाँच भी होनी चाहिए तो प्रॉब्लम एक ऑप्टिमम गेन एक्स बैंड डिजाइन करना है एक्स बैंड का मतलब 82 से 124 GHz हॉर्न है इसलिए यह 11 GHz पर 226 dB गेन है हॉर्न को WR 90 वेवगाइड द्वारा फीड किया जाता है और इस WR90 वेवगाइड में वेवगाइड का आंतरिक आयाम 09 इंच है और b का संकरा आयाम 04 इंच है इसलिए यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं कि अब्सोल्युट क्या है लेकिन गेन दिया गया है इसलिए हम डिजाइन शुरू कर रहे हैं 226 dB गेन क्या है अगर मैं निरपेक्ष बात करूं तो यह 18197 या 182 हैं और मेरा lambda not क्या है यह 27273 सेंटीमीटर है और यह a by lambda 08382 और b by lambda 03725 है अब पहला स्टेप यह है कि हमें बार बार हल करना शुरू करना होगा तो zetastart जो 18197 by 2 pi into root 2 pi होगा तो यह मुझे 115539 देगा फिर आप उसकी पुनरावृत्ति करते है जिससे आप देखेंगे कि शुरू में LHS RHS से अधिक है इसलिए हमें अब यह कम करना होगा जो अंत में कम हो जायेगा जब मैंने किया मुझे Chi final 111157 प्राप्त हुआ तो 1155 से शुरू करने पर 1111 प्राप्त हुआ तो यह मुझे एक ρe देता है बस यहाँ से आप प्राप्त सकते हैं कि ρe chi into 8 lambda के बराबर होगा तो यह ρe psi into lambda 111157 lambda होगा यह 30316 सेंटीमीटर या 11935 इंच है यदि आप गणना करते हैं तो ρh 120094 lambda हैं तो यह 32753 सेंटीमीटर है 12895 इंच यहां से आप a' निकाल सकते हैं a क्या है a square root 3 lambda not ρ2 है पहले से ही मैंने लंबे हॉर्न के लिए दिखाया था 3 lambda not ρh इसलिए मैंने ρh यहाँ पाया है यह 1637 सेंटीमीटर या 6445 इंच हो जाता है और b root over 2 lambda not ρ1 है जो कि 2 lambda not ρe है यानिकि 4715 lambda not जो कि 12859 सेंटीमीटर या 5063 इंच है और यदि मैं Pe की जाँच करता हूं तो यह 100055 lambda या 27286 सेंटीमीटर 10743 इंच और Ph के समान है तो यह ओपन एंडेड वेवगाइड से होगा वहां फ्लैरिंग 10 इंच होगा एक्स बैंड के लिए 10 इंच काफी लंबा है तो यह एक पिरामिड हॉर्न के डिजाइन को पूरा करता है अब वास्तव में आप देखते हैं कि वास्तव में चूंकि हॉर्न एपर्चर का आयाम बड़ा होता है संकीर्ण आयाम भी होता है और वे फ्लेयर करते हैं तो वहां क्रॉस पोलरिज़शन की बड़ी मात्रा होगी आप यह जानते हैं कि एक प्रमुख वेवगाइड में हम उन चीजों की संकीर्णता के कारण रखते हैं जिन्हें हम क्रॉस पोल लोब रखते हैं लेकिन जिस क्षण फ्लेयर होगा वहां क्रॉस पोल होंगे क्रॉस पोलरिज़शन कॉम्पोनेन्ट उत्पन्न होने लगेंगे तो किसी भी पिरामिड हॉर्न में बड़े आकार के क्रॉस पोल होते हैं तो यह कुछ मामलों में कुछ समस्या पैदा करता है और इसमें बड़े आकार का एपर्चर भी होता है क्योंकि रिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन आदि होते हैं इसलिए हॉर्न बहुत ज्यादा एफिशिएंसी नहीं रखते हैं हालांकि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वहाँ लोस्स अधिक है लेकिन इस क्रॉस पोल के कारण लोस्स हैं जो पोलेराइजेशन लोस्स हैं तो यही कारण है कि हॉर्न की एफिशिएंसी आमतौर पर 50 से 60 प्रतिशत होती है इसलिए इस एफिशिएंसी में 75 से 80 प्रतिशत तक सुधार करने के लिए विशेष रूप से रेडियोमीटर अनुप्रयोगों में लोग 75 80 प्रतिशत एफिशिएंसी वाले बेहतर हॉर्न का उपयोग करते हैं जिन्हें कोरूगेटेड हॉर्न कहा जाता है दरअसल यह क्या होता है वे क्रॉस पोल से उत्पन्न होते हैं तो अगर उस क्रॉस पोल को दबाया जा सकता है तो पोलेराइजेशन शुद्धता में सुधार होता है तो इस हॉर्न में क्या होता है तो हॉर्न के अंदर वास्तव में जब यह एक साइड व्यू कोरूगेशन है आप जानते हैं कि कोरूगेटेड शीट आदि ये कुछ वास्तव में मैटेलिक प्रोट्रशन हैं मैटेलिक स्ट्रक्चर्स की तरह इसलिए ये स्ट्रक्चर्स वास्तव में उन क्रॉस पोलेराइजेशन को अवशोषित करती हैं तो ये प्रोट्रूशियंस यह आयाम आदि हैं जिससे जोड़ तोड़ करके आप उन चीजों को काट सकते हैं जिन्हें कोरूगेटेड हॉर्न कहा जाता है और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक अवधारणा है जिसे फेज सेण्टर कहा जाता है वास्तव में ऐन्टेना द्वारा विकिरणित दूर क्षेत्र में से प्रत्येक को सामान्य रूप में लिखा जा सकता है यानिकि Efar field अब यह क्या है आप देखते हैं कि यह एक ऐंप्लिट्यूड फ़ंक्शन है इसका मतलब है दूर क्षेत्र में theta phi के साथ परिवर्तन होता है जो ऐंप्लिट्यूड फ़ंक्शन है और यह फेज फ़ंक्शन है अब चाकिंग या नेविगेशन लैंडिंग सिस्टम आदि में ऐन्टेना को एक रेफ़्रेन्स बिंदु पर असाइन करना आवश्यक है जो वास्तव में उस बिंदु से जहां से एंटेना विकिरण आ रहा है अब वास्तव में इस प्रकार के एपर्चर एंटेना में ऐसा कोई बिंदु नहीं है क्योंकि यह बिंदु केवल एक गोलाकार तरंगों के लिए संभव है यह एपर्चर एंटेना आम तौर पर गोलाकार तरंगों का उत्पादन नहीं करता है वे बेलनाकार तरंग में लाइन स्रोतों का उत्पादन करते हैं लेकिन रेफ़्रेन्स प्रयोजनों के लिए काल्पनिक बिंदु को माना जाता है तो वह बिंदु क्या है उस रेफ़्रेन्स बिंदु में एक विशेषता होनी चाहिए जो दी गई आवृत्ति के लिए यह psi theta phi इसका मतलब है कि यह फेज फ़ंक्शन यह theta और phi से स्वतंत्र होना चाहिए इसका मतलब है जो भी theta phi मैं उस बिंदु को देखता हूं यह psi theta phi ऐसा है इसका मतलब है psi theta phi उस बिंदु से एक कांस्टेंट प्रतीत होना चाहिए किसी दिए गए आवृत्ति के लिए यह theta phi से स्वतंत्र है इस बिंदु को ऐसा कहा जाता है जिस बिंदु पर यह मान्य है जिसे एंटीना का फेज सेण्टर कहा जाता है इसलिए फेज सेण्टर के रेफ़्रेन्स में एंटीना द्वारा विकिरणित क्षेत्रों को इक्वी फेज सरफेस के साथ गोलाकार तरंगें माना जाता है व्यावहारिक एंटेना जैसे एरे रिफ्लेक्टर और अन्य में एकल फेज सेण्टर सभी theta और phi के लिए मान्य नहीं होता है हालांकि कई प्रणालियों में एक बिंदु पाया जा सकता है जिसके लिए यह theta और phi अधिकांश के लिए कांस्टेंट होता है विशेष रूप से मुख्य लॉब theta और phi रेंज में रिफ्लेक्टर फीड के लिए एंटेना स्पेस सेंटर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिसे हम बाद में देखेंगे क्योंकि अन्यथा आप फोकस कैसे करेंगे तो इसीलिए आपको फेज सेण्टर को जानने की आवश्यकता है इसका मतलब है कि वह बिंदु जहां से आप सोच सकते हैं कि एंटेना से विकिरण आ रहा है आमतौर पर हॉर्न का फेज सेण्टर इसके मुंह पर स्थित नहीं होता है मुंह का मतलब है जहां से शुरू होता है यह देखो यह मुंह है यह एपर्चर है यह मुंह पर नहीं एपर्चर पर है लेकिन वास्तव में काल्पनिक अपैक्स और एपर्चर के बीच है तो यह एपर्चर है यह काल्पनिक अपैक्स है फेज सेण्टर यहां कहीं है हॉर्न के फेज सेण्टर का सटीक स्थान इस फ्लेयर एंगल पर निर्भर करता है बड़े फ्लेयर एंगल के लिए फेज सेण्टर अपैक्स के करीब होता है क्योंकि जैसे जैसे फेज सेण्टर एपर्चर की ओर बढ़ता है फ्लेयरिंग कम हो जाता है तो ओपन एंडेड वेवगाइड का फेज सेण्टर कहां है जो कि कुछ भी नहीं है लेकिन फ्लेयरिंग 0 है तो इसलिए यह एपर्चर पर है जिससे मुझे आशा है कि आप खुद एक हॉर्न डिजाइन कर पाएंगे जो हमने पहले ही देखा है कि कैसे डाइपोल आदि डिज़ाइन करते है विशेष रूप से फोल्डेड डाइपोल आदि तो आपके पास इस एपर्चर एंटीना का ज्ञान है यह बहुत उपयोगी है यह डिश एंटीना है जिसका उपयोग आजकल सभी टीवी रिसेप्शन में भी किया जाता है लेकिन उपग्रह संचार वगैरह में हमेशा इस्तेमाल किया जाता है जहाँ हम 60 70 प्रतिशत दक्षता नहीं चाहते हैं जैसे 90 प्रतिशत दक्षता तो हम अगली कक्षा में देखेंगे कि वे कौन सी चीजें हैं हालाँकि हम ज्यादा गहराई में नहीं देखेंगे क्योंकि यह विस्तृत रूप से शामिल है लेकिन हम देखेंगे कि उन एंटेना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं वहाँ विभिन्न एफिशिएंसी अवधारणा हैं उनको कैसे करेंगे और फिर उस प्रणाली का गेन क्या है जिसकी ज्यामिति दी गई है उसे हम देखेंगे और फिर हम वास्तव में देखेंगे कि यदि आपके पास इस प्रकार के ज्ञात एंटेना नहीं हैं लेकिन आपने एक एंटीना